इससे पहले कि मैं समूह गतिशीलता की बात करूं और उनके व्यवहार के बारे में बोलो जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान होना चाहिए मैं यहां पर शोध पत्र के बारे में बात करना चाहूंगा जिसका शीर्षक था की एक कक्षा में सीईओ को कैसे पहचाने इसका मतलब है कि हमने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ही यह पहचान ना पड़ेगा की प्रतिभा कहां है और जिन्हें प्रतिभा है जय निश्चित रूप से हमें समझना होगा कि किस प्रकार के सवाल उठ सकते हैं और उस को संतुष्ट करने के लिए किस प्रकार के जवाब देनी चाहिए जब भी हम समूह की गतिशीलता के बारे में बात करते हैं तो यह जानना अनिवार्य है कि यह एक साम्राज्य की तरह है एक राज्य में हम विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं और विभिन्न प्रकार के जानवरों की चर्चा करते हैं यह मान लीजिए कि एक घोड़ा है जैसे कि मैंने पिछले मॉड्यूल में भी बताया था कि घोड़े की ताकत उसकी शक्ति होती है और यदि उसकी कोई कमजोरी है तो वह है उसकी घूमती हुई रेटिना इसका मतलब यह है कि अगर आपको घोड़े से काम लेना है तो आपको उसकी आंखों के सामने क्लिप करना होगा और इससे उसको दिशा मिलेगी और आप उसको दिशा प्रदान करेंगे इसी प्रकार हम बहुत सारे ट्रेनी को मिलेंगे जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है लेकिन उनके अंदर बहुत क्षमता है उस स्थिति में हमें उन्हें दिशा देनी होगी हो सकता हूं परंतु देखने की दृष्टि ना हो उस सिटी में हमें उनको दृष्टि प्रदान करनी है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इन दोनों बातों में उल्लेख किया है कि हमें ट्रेनर को तैयार करना होगा और उसका ताल में बनाना होगा ट्रेनर को प्रशिक्षण के प्रकार के अनुसार लचीला होना होगाकक्षा में किस प्रकार के ट्रेनी हैं और विशेष कार्यप्रणाली से यह पता चलेगा की कौन से उत्तर उन्हें संतुष्ट करेंगे क्या शिक्षाशास्त्र उन्हें संतुष्ट करेगा कौन सी कार्यप्रणाली उन्हें संतुष्ट करेगी अब जब भी हम प्रशिक्षण समूहों और इसकी गतिशीलता को समझ गए हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि समूह क्या है जब भी हम सब इनके बारे में बात कर रहे हैं पशुओं का मतलब है एक संरचना करना जब भी हम टीम के बारे में बात करते हैं तो आप पाएंगे की बहुत प्रकार के सदस्य हैं जो आपस में बहुत मेलजोल रखते हैं उनका समन्वय हमसे कहीं ज्यादा अच्छा इसलिए यह समूह और यह टीम है इसलिए जब हम समूह के गठन के बारे में बात करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि वह एक गठन है जो कि पहला चरण है तो हर प्रकार के ट्रेनी हैं और सबने प्रशिक्षण प्रोग्राम ज्वाइन किया है उस प्रशिक्षण प्रोग्राम के दौरान वे अलग अलग संगठनों से आएंगेया फिर एक संगठन के अलग अलग विभागों से परंतु क्योंकि हर प्रतिभागी अलग है तो उन सबको एक छत के नीचे रखना बहुत ही रोचक और धुआंदार रहेगा गठन बनाने के समय अलग विचार रहते हैंअलग विकल्प रहेंगेऔर उसके परिणामस्वरूप रोचकता आयेगी इसलिए तीसरा चरण रहेगा जब हम समूह से टीम की बात करेंगे सभी लोग सभी सदस्य उस विशेष टीम की बात करेंगे जिसमें सभी प्रतिभागियों को विकसित किया जाएगा उनकी संख्या देखी जाएगी वे एक विशेष मानदंड विकसित करते है जैसे ही वे मानदंड विकसित करते हैं तो वे प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं क्योंकि पहले से ही वे जानते हैं कि क्या मानदंड हैं एक दूसरे के लिए तो वे प्रदर्शन कर रहे हैं अंत में क्योंकि हर प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक विशेष अवधि है जैसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा वे कार्यस्थल पर वापस जाएंगे और यह स्थगन है इसलिए यह गठन धुआंदार आदर्श प्रदर्शन और आसन्न है इसलिए जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो यहां हम सभी सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं और यह एक ट्रेनर कि भूमिका है ट्रेनर को यह समझना होगा कि कितनी प्रकार के व्यक्तित्व हैंसमूह के सदस्य कैसे हैऔर इन सभी समूह के सदस्यों को एक टीम कैसे बनाई जाए इसके लिए हमें यह जानना ज़रूरी है कि की प्रशिक्षण ग्रुप के कितनी प्रकार की विशेषताएं होती है और ट्रेनर को इन्हे कैसे समझना और समझना पड़ता है इसलिए यदि विषय ऐसा हो तो हो सकता है कि उम्र में बहुत अंतर है ट्रेनी 25 से 35 भी हो सकता है और 50 से 55 भी इसलिए आयु का प्रवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है दूसरा है योग्यता के बारे मेंकुछ ट्रेनी की बहुत अधिक योग्यता होती है कुछ की बहुत माध्यम इसलिए इस केस में दोनों प्रकार के प्रतिभागी होते हैं एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में और उनके अनुभव का सोचा जाए तो उनमें से कुछ निर्माण उद्योग से आते हैं और कुछ आते होगे सेवा उद्योगों से इसलिए स्थिति में आप यह पाएंगे कि वाह उम्र योग्यता अनुभव का अंतर या फिर लिंग विविधता से भी अंतर होगा इसलिए हमें यह समझना होगा के जिस प्रकार की ग्रुप हैं उनके क्या डेमोग्राफिक है अगर उनके डेमोग्राफिक को बदला जाए तो क्या उनकी आवश्यकताएं भी बदल जाएंगीइसलिए डेमोग्राफिक के साथ अवायशक्ताएं बदलती हैं डेमोग्राफिक के आयाम ट्रेनी को संतुष्टि देने का काम करते हैं अगर आप बहुत स्पष्ट है आपको पता हैआपका ध्यान केंद्रित है अगर तो ध्यान केंद्रित करते हैं और आप पहचानते है और फिर यह जानना है कि डेमोग्राफिक वरियाबल्स कि अलग प्रकार की अपेक्षा रहती है ट्रेनर अपने अनुभव के अनुसार उम्रपढ़ाईअलग लिंग की ट्यूनिंग भी हैजो कि प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रुप का माहौल उसपे निर्भर करेगा कि क्या रिश्ता है प्रतिभागियों के साथ अब आप देखते हैं कि यदि एक प्रशिक्षण समूह है और प्रतिभागी एक ही उम्र या एक ही शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हैं तो निश्चित रूप से उस मामले में प्रतिभागियों के आपस में संबंध अच्छे अनुकूल होंगे और सामंजस्य वाले होंगे परंतु यदि उम्र का अंतर है या अलग लिंग हैं तो निश्चित रूप से समूह के सदस्य कुछ मानदंडों का पालन करेंगे और वे एक दूसरे के लिए सम्मान भी करेंगे अब यदि वे एक ही संगठन से हैं तो बातचीत की अलग प्रकार से होगी इसलिए यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम किसी विशेष संगठन में आयोजित किया जाता है तो उस स्थिति में आप समझेंगे कि बातचीत की प्रकृति संगठन की कार्यप्रणाली की के अनुसार होगी इसलिए एक दूसरे को समझने के लिए एक सामंजस्य होना आवश्यक है क्योंकि वे एक ही संगठन में काम कर रहे हैं इसलिए वे एक दूसरे का समर्थन करेंगे उनके विभागों में उनके विभिन्न वर्गों में तालमेल बिना बहुत ज़रूरी है जो बस सामंजस्य से हो सकता है या वे एक ही संगठन से हैं तो यह भी संभव है कि उम्र मातभेद हो रहे हैं कार्यस्थल पर अपने अनुभव के कारण इसलिए यह कठिन समय है अगर समूह एक दूसरे को समर्थन नहीं दे रहा और समूह में राय का अंतर काफी ज़्यादा है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आम तौर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और ट्रेनी को आमंत्रित किया जाता है उनमें से कुछ उस कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं और अपनी हमी भरते है कि वह इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होते है परंतु कुछ संस्थाओं में उन्हें भेजा जाता है और उनसे पूछा नहीं जातावह एक दिन आयेंगे और उनको बोला जाएगा कि जाओ वह प्रशिक्षण कार्यक्रम ज्वाइन करोनौर उसको वो करना होगा क्योंकि उसको नामांकित किया गया है जिस व्यक्ति ने अपनी इच्छा से स्वयं को नामांकित किया है निश्चित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रति अधिक सामंजस्य होगा उसकी उस कार्यक्रम में भाग लेने की इच्छा प्रबल होगी और उसकी भागीदारी का स्तर भी अलग ही होगा अगर कोई प्रशिक्षण किसी कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा और उसको ज़बरदस्ती ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है ऐसे में उसके अंदर प्रोत्साहन बिल्कुल नहीं होगा और अगर उसका प्रोत्साहन का स्तर कम है तो उसकी भागीदारी भी भी उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत कम होगी और वह काफी समस्याएं भी उत्पन कर सकता हैक्योंकि उसका सेखने का मन ही नहीं है इसलिए वो प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्चन पैदा कर सकता है क्यूंकि उसका मन्न नहीं है और उसने एक परसेप्शन बना रखी है उसको लेकर हमें समूह के सामान्य कामकाज को भी समझना होगा हर समूह का एक निश्चित स्तर है स्तर I स्तर II स्तर III स्तर III उच्चतम स्तर है यह अधिक इंटरैक्टिव अधिक परिपक्व सीखने के लिए हमेशा तैयार अधिक स्वीकार्य है इसलिए पूरा समूह का सामान्य काम करने का तरीका बनाया जाता है तुरंत अनुभवी प्रशिक्षक यह समझेंगे कि इस विशेष समूह में पर्यावरण किस प्रकार का है और फिर उसके अनुसार वह अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाएंगे हर एक के व्यक्तिगत सीखने के उद्देश्य और एजेंडे हैं अब यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सामान्य रूप से मानक समूह का आकार 25 है इसलिए मान लें कि हम एक मानक आकार प्रशिक्षण समूह लेते हैं इसलिए इन 25 व्यक्तियों प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग उद्देश्य और एजेंडा होगा यदि उसका उद्देश्य अलग अलग है तो सभी के उद्देश्यों और एजेंडे को पूरा करना बहुत मुश्किल होगा लेकिन जब वह सवाल पूछेगा तो इस समस्या को हल करने की कोशिश करेगा कई बार लोग उन समस्याओं के लिए सवाल पूछना शुरू कर देते हैं जिसका वे कार्यस्थल पर सामना कर रहे हैं और जवाब चाहते हैं और उन्हें संतुष्ट होना चाहिएपर फिर कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह मेरा पहला सवाल नहीं है और फिर उस विशेष प्रशिक्षण समूह में मतभेद हो सकता है कभी कभी रुचि के कारण कभी कुछ समानताओं के कारण वे एक समूह बनाते हैं फिर उपसमूहों को समूह में बनाया जाता है इसलिए प्रशिक्षण समूह वहाँ होता है लेकिन उस समूह के भीतर 2 4 व्यक्तियों को कुछ सामान्य मंच मिलते हैं और जिसके परिणामस्वरूप वे उस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फिर वे आम हित के कारण काम करेंगे उस विशेष समूह में उपसमूह बनाएं जिसके परिणामस्वरूप या तो वे प्रशिक्षक के लिए सहायक होंगे या वे प्रशिक्षक के लिए आपत्ति कर सकते हैं यह उनकी धारणा के बारे में है कि वे इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए क्या धारणा बनाते हैं तो कार्यात्मक व्यवहार प्रतिभागियों के उन कार्यों और व्यवहार को संदर्भित करता है प्रतिभागियों का व्यवहार क्या होगा जो प्रशिक्षकों के कार्य में सहायता करते हैं और प्रशिक्षण प्रक्रिया को बढ़ावा देने में मदद करते हैं इसलिए यदि आप बहुत सहायक समूह प्राप्त करते हैं तो प्रशिक्षण प्रक्रिया सुचारु हो जाएगी सभी प्रशिक्षु जो आप पर भरोसा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं वे मानते हैं कि आप जो साझा कर रहे हैं वह अधिक यथार्थवादी व्यावहारिक है और उनके लिए उपयोगी होगा कार्यस्थल तो निश्चित रूप से वे अधिक से अधिक सहायक होंगे और वे उस कार्य को करेंगे जो उन्हें मदद करेगा कि इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए कैसे आगे बढ़ना है और ट्रेनर और प्रशिक्षुओं के बीच तालमेल विकसित किया जाएगा और सुचारू प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा इसलिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा अब मैं प्रशिक्षण समूह में कार्यात्मक व्यवहार के कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा वे कार्यात्मक व्यवहार क्या हैं यह प्रतिक्रिया देने की इच्छा और क्षमता है अब ट्रेनर क्या करे वह विशेष प्रशिक्षण का प्रदर्शन करता है और फिर वह पूछता है कि यह एक विशेष प्रश्न है जो वह सिर्फ परीक्षण करने के लिए कहता है कि क्या व्यक्ति ने अवधारणा सीख ली है या उसने अवधारणा नहीं सीखी है या वह यह पूछने के लिए जो भी वह देने की कोशिश कर रहा है वह प्रशिक्षुओं को स्वीकार्य हो सकता है या प्रतिभागियों या यह प्रशिक्षुओं या प्रतिभागियों के लिए स्वीकार्य नहीं है और इसलिए उनकी इच्छा और क्षमता जो उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रतिक्रिया से आंकी जा सकती है उसके आधार पर आप बदल सकते हैं एक प्रशिक्षक को बदलने में सक्षम होना चाहिए मान लीजिए कि वे इस बारे में बात करते हैं कि नहीं हम एक विशेष उद्योग के कुछ उदाहरण चाहते हैं ताकि आप उन लोगों को उत्तर दे सकें यदि आप उत्तर देने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें बताएं कि नहीं मैं आपके दिलचस्प प्रश्न का उल्लेख करूंगा मैं इसका उल्लेख करूंगा और मैं अगले दिन कल आपके पास वापस आऊंगा और आपके साथ साझा करूंगा या मैं आपके साथ ऑनलाइन साझा करूंगा मैं आपको ईमेल करूंगा और आपका प्रश्न नोट किया जाएगा इसलिए उन्होंने लगाई क्योंकि वे भी मदद चाहते हैं प्रशिक्षु भी मदद चाहते हैं और इसलिए उनके पास एक विशेष प्रकार का प्रश्न हो सकता है और वे उस विशेष प्रश्न के उत्तर की खोज के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आए हैं क्योंकि आपका विषय और प्रशिक्षण कार्यक्रम का शीर्षक इस विशेष समस्या के लिए बहुत अधिक प्रासंगिक है इसलिए उस मामले में वे यह देखना चाहेंगे कि क्या आप उनकी समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं इसलिए उस मामले में उनकी इच्छा और प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता है जो यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं की भागीदारी कितनी है प्रस्तुति पर एक सत्र के दौरान दूसरा एक हस्तक्षेप है इसलिए जो भी हस्तक्षेप हैं फिर उन हस्तक्षेपों को देखना होगा शायद संरचनात्मक हस्तक्षेप शायद प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप और सत्र या प्रस्तुति के दौरान उन हस्तक्षेप जो प्रदर्शित करेंगे कि कितनी भागीदारी है मान लीजिए कि आपको केस स्टडी दी गई है तो उनसे केस एनालिसिस करने को कहें और फिर आगे आकर केस को पेश करें इसलिए जो लोग रुचि रखते हैं वे केस स्टडी पढ़ेंगे वे एनालिसिस करेंगे और वे प्रेजेंटेशन के साथ आगे आएंगे और उनके विश्लेषण और परिणाम और उनकी सिफारिशें अब इस प्रकार का हस्तक्षेप जो यह समझने के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है कि प्रतिभागी शामिल हैं या वे शामिल नहीं हैं तीसरा एक है प्रशिक्षण गतिविधियों के आयोजन में प्रशिक्षकों की सहायता करना अब मान लीजिए कि आप एक व्यवसायिक खेल का संचालन कर रहे हैं और आप उनसे पूछते हैं कि ठीक है आपको यह विशेष खेल खेलना होगा और इस विशेष खेल को खेलने के लिए आपको यहाँ गेंदें रखनी होंगी आपको यहाँ कलम रखनी होगी आपको इस विशेष भाग को रखना होगा यहाँ खेल और फिर उस मामले में स्वेच्छा से वे आगे आ रहे हैं एक को एक पर्यवेक्षक होना चाहिए और एक कहना ठीक है कि मैं पर्यवेक्षक बनूंगा और फिर वह टिप्पणियां देने के लिए तैयार है और फिर वह शामिल है वह अपनी टिप्पणियां दे रहा है तो ये सभी हस्तक्षेप जो हम प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपयोग कर रहे हैं और जो भी गतिविधियां चल रही हैं और वे प्रशिक्षण गतिविधियों में उस सहायक को प्रदान करने में सक्षम हैं तो यह केवल प्रशिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करे प्रशिक्षु क्या करता है वे भाग ले रहे हैं और विभिन्न गतिविधियों के आयोजन में प्रशिक्षकों की मदद कर रहे हैं हो सकता है कि बोर्ड पर एक छोटी सी गतिविधि के लिए उसे कुछ गतिविधियों का संचालन करना पड़ता है और फिर वे बोर्ड और सभी को ठीक करने में मदद कर रहे हैं इसलिए यह दर्शाता है कि वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अन्य प्रतिभागियों को समर्थन और प्रोत्साहन देते हुए इसलिए मान लीजिए कि एक सवाल उठाया जाता है एक चर्चा चल रही है और एक प्रतिभागी ने कुछ कहा है तो दूसरा प्रतिभागी भी समर्थन देता है और प्रोत्साहित करता है कि हां आप सही कह रहे हैं मैंने भी यही बात देखी है यदि इस प्रकार का व्यवहार वहाँ है जो अन्य प्रतिभागियों को समर्थन और प्रोत्साहन दे रहा है तो निश्चित रूप से उस मामले में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत सहायक होगा और प्रशिक्षक और प्रशिक्षु दोनों उस विशेष प्रक्रिया में सक्रिय होंगे अगला समूह में अनुशासन बनाए रखने में मदद कर रहा है यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप पाते हैं कि समूह अनुशासित नहीं है तो उस स्थिति में जो आपको वह विशेष समर्थन देगा जो आपने उनसे पूछा है और फिर वे इसका अनुसरण कर रहे हैं इसलिए वे नहीं कह रहे हैं वे अनिच्छा नहीं दिखा रहे हैं वे चुप नहीं हैं वे सक्रिय हैं और वे उम्मीद के मुताबिक नहीं होने के अनुसार सक्रिय हैं वे अति सक्रिय नहीं हैं वे उम्मीदों के साथ सक्रिय हैं और यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से उस मामले में वे समूह में अनुशासन बनाए रखेंगे फिर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स को पूरा करना मान लीजिए कि कोई भी प्रतिक्रिया पत्रक दिया गया है सर्वेक्षण वहाँ है या जिस पैमाने का मैंने अनुसंधान पद्धति में उपयोग किया है आपने उस मॉड्यूल में प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसंधान देखा होगा कि आपको उन्हें कैसे पैमाना देना है उन्हें पैमाने पर प्रतिक्रिया देनी होती है और यदि वे ठीक से प्रतिक्रिया करते हैं तो यह कोडिंग करते हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि वे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हैं कभी कभी हम उन्हें केस स्टडी विश्लेषण देते हैं और वे केस स्टडी विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं कभी कभी हम उन्हें उनकी भागीदारी में सक्रिय होने के लिए कह रहे हैं और वे उनकी भागीदारी में सक्रिय हैं इसलिए यदि इस प्रकार का कार्यात्मक व्यवहार वहाँ है जो असाइनमेंट और कार्य को पूरा कर रहा है तो समूह में अनुशासन बनाए रखने में मदद करना समर्थन और प्रोत्साहन देना प्रशिक्षण गतिविधियों को आयोजित करने में प्रशिक्षकों की सहायता करना बहुत महत्वपूर्ण है सत्र और प्रस्तुति और इच्छा के दौरान हस्तक्षेप प्रतिक्रिया प्रदान करने की क्षमता अगर यह व्यवहार है तो हम कहेंगे कि यह प्रशिक्षुओं का कार्यात्मक व्यवहार है अब बहुत दिलचस्प एक और हिस्सा है और यह बेकार व्यवहार और प्रशिक्षण समूह के बारे में बात करता है जो प्रशिक्षण समूह में शिथिल व्यवहार है चर्चा में हावी होने का प्रयास करना जिससे एक समूह के सदस्यों द्वारा व्यापक भागीदारी को अवरुद्ध करना सही है तो कभी कभी आप पाएंगे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों में प्रमुख प्रशिक्षु हैं इसलिए वे क्या कर रहे हैं वे हावी हो रहे हैं वे मुझे पता है कि आप नहीं जानते को सही तरीके से दिखाएंगे ताकि आप जान सकें कि क्या अलग हैं प्रतिभागियों के प्रकार वे क्या करते हैं वे कहते हैं कि मुझे पता है और मुझे नहीं पता वहाँ प्रतिभागियों को आप जानते हैं और आप नहीं जानते इसलिए अगर प्रतिभागियों की राय मुझे पता है तो आप नहीं जानते तो यहां आप उस मामले में पाएंगे कि प्रशिक्षण प्रक्रिया ठीक नहीं होगी अब यदि प्रतिभागी इस तरह हैं कि मुझे उस विशेष विषय के बारे में नहीं पता है लेकिन आपको यह भी पता नहीं है यदि यह धारणा है तो उस स्थिति में भी एक सुचारू प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं होगा फिर मुझे पता नहीं है और आप जानते हैं तो निश्चित रूप से यह एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा मुझे पता है और आप जानते हैं अब यहाँ यह प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम हो सकता है और सामंजस्य हो सकता है या यह एक प्रश्न चिन्ह भी हो सकता है क्योंकि वह जो कहता है वह मुझे पता है कि सही है और आप जानते हैं कि यह सही नहीं है या मैं हूँ पता है कि आप दोनों को उचित समझ हो रही है तो निश्चित रूप से यह काम करेगा और यह अच्छा होगा अब इस प्रकार के कार्यक्रम अच्छे अनुयायी होंगे इस प्रकार के कार्यक्रम सक्रिय प्रतिभागी होंगे और फिर वे तर्कसंगत होंगे वे तार्किक होंगे वे समर्थन करेंगे और इसलिए यह त्याग दिया जाएगा और आप सहज और बहुत अच्छे होंगे प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन में अनुभव अब जहां तक संचार का अधिकार है तो इस खिड़की को कैसे आकर्षित किया जाए क्योंकि अगर ये खिड़कियां समान आकार की हैं तो हो सकता है कि यह विशेष प्रभावी संचार न हो इसलिए प्रशिक्षुओं के दृष्टिकोण से क्या आवश्यक है प्रशिक्षुओं के दृष्टिकोण की आवश्यकता है कि आप विशेषज्ञ हैं इसलिए मुझे नहीं पता है और आप जानते हैं और इसलिए उस स्थिति में यह विंडो सही से विस्तारित की जाएगी तो शिक्षार्थी को विशेषज्ञ के पास आना होगा उसे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में अधिक अनुभव अधिक ज्ञान हो सकता है लेकिन यह दोनों तरीकों पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षक और प्रशिक्षु क्या वे यह साबित करने में सक्षम होना चाहिए कि वे यहां सीखने के लिए हैं और वे यहां हैं सक्रिय रूप से भाग लेने और चर्चा करने के लिए और इसलिए उस मामले में आप पाएंगे कि यदि एक प्रभावी प्रशिक्षण समूह में प्रशिक्षक प्रशिक्षण और प्रशिक्षण प्रक्रिया शामिल होगी जो कि वे एक अच्छा संचार कर रहे हैं और प्रशिक्षु उस मामले में सीखने के लिए तैयार हैं आप पाएंगे कि यह एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा इसलिए यदि व्यक्ति व्यापक भागीदारी को रोक रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह मुझे पता है आप नहीं जानते के लिए आ रहा है क्योंकि अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण होगा तो निश्चित रूप से चर्चा में अवरुद्ध द्वारा हो जाएगा एक समूह के सदस्यों द्वारा भागीदारी दूसरा प्रशिक्षण गतिविधियों में गैर बराबरी है यहां आप पाएंगे कि क्या आप उनसे सवाल पूछते रहते हैं आप उन्हें असाइनमेंट दे रहे हैं आप उन्हें प्रोजेक्ट्स करने के लिए कह रहे हैं आप उनसे जवाब देने के लिए कह रहे हैं और फिर वे सिर्फ एक तरफ का जवाब दे रहे हैं वे करते हैं और फिर आप एक प्रशिक्षक के रूप में समझ सकते हैं कि नहीं यह प्रशिक्षु एक शरारती लड़का है वह सही सीखने के लिए तैयार नहीं है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि ऐसा नहीं है कि प्रशिक्षु गैर सहकारी है ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशिक्षु को जबरदस्ती भेजा गया है प्रशिक्षु को इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इस विशेष शीर्षक के लिए आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और जब इस प्रकार का बेमेल विवाह होता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में व्यक्ति की गतिविधियों में भागीदारी नहीं होगी क्योंकि वह सीखने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए वह सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया जाएगा तीसरा एक बहुत ही दिलचस्प प्रकार होगा लापता सत्र देर से पहुंचना इसलिए यह एक बड़ा सवाल है संगठन प्रशिक्षण को प्रायोजित कर रहा है पैसा खर्च कर रहा है और प्रशिक्षु का मानना है कि मुझे अधिक पता है और सत्र में चर्चा की जाएगी ओह जो मेरे लिए नया नहीं है और में उस मामले में वह क्या करता है वह सत्रों को याद करना शुरू कर देता है या कभी कभी वे जगह पर आते हैं शायद प्रशिक्षण एक बहुत ही सुंदर पर्यटन स्थल पर है और इसलिए वे उस शहर में आएंगे और वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और वे गायब होंगे सत्र और फिर निश्चित रूप से वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नियमित प्रशिक्षु नहीं होंगे या वे देरी से पहुंच सकते हैं अब आप चिंतित हैं जैसा कि ट्रेनर ने आपको समझा था कि यह विशेष प्रशिक्षु इस प्रकार का व्यवहार दिखा रहा है इसलिए ऐसा क्या होता है कि प्रशिक्षकों की स्वीकृति कभी कभी प्रशिक्षु के लिए मुश्किल हो जाती है और प्रशिक्षु विभिन्न प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है कभी कभी व्यक्तिगत एजेंडा को साकार करने के लिए समूह में हेरफेर करना इसलिए अपने व्यक्तिगत हित और निहित स्वार्थ के कारण वह क्या करता है वह समूह में ही हेरफेर करेगा वह समूह के सदस्यों का एक माइंड सेट बनाएगा जो कि नहीं यह उपयोग का नहीं है भविष्य में यह व्यावहारिक नहीं है यह है सैद्धांतिक रूप से यह किसी भी तरह का उपयोग नहीं होगा और यह क्योंकि उनका व्यक्तिगत एजेंडा अध्ययन करने के लिए नहीं है उनका व्यक्तिगत एजेंडा सही खुश होना है इसलिए इसलिए कभी कभी आपको इस प्रकार के प्रशिक्षु मिल सकते हैं जो इन समूहों को साकार करने के लिए हेरफेर करेंगे व्यक्तिगत एजेंडा कभी कभी आपको समूह में असहमति या कलह को बढ़ावा देने वाले प्रशिक्षु मिल सकते हैं इसलिए वे संलग्न होंगे कोई व्यक्ति कुछ कहता है नहीं यह अवधारणा और यह सिद्धांत व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है इसलिए इस प्रकार के प्रशिक्षु यह कहना शुरू कर देंगे कि हाँ मैं भी आपसे सहमत हूँ तो यह अवधारणा सही नहीं चलेगी तो कभी कभी हो सकता है कि समूह दुविधापूर्ण व्यवहार दिखा सकता है और फिर सवाल यह उठता है कि इन विशेष प्रकार की दुष्क्रियात्मक गतिविधियों को कैसे संभालना है तो प्रतिभागियों के प्रकार मैं आप और उनकी प्राथमिकता के साथ चर्चा करेंगे इसलिए यदि यह एक शिक्षार्थी है प्रशिक्षु सीखने के लिए आया है तो उसकी प्राथमिकता व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास होगी इसलिए वह सीखने के लिए बहुत उत्सुक है क्योंकि वह खुद को विकसित करना चाहता है वह कुछ सीखने के लिए विशेष रूप से आया है वह यहां यह पहचानने के लिए नहीं आया है कि प्रशिक्षक सक्षम है या नहीं वह यहां आया है कि वह जो कुछ भी कहता है और जो मैं प्राप्त कर सकता हूं मेरे लिए वह हासिल कर सकता है जो उसकी गहरी रुचि है और इसलिए वह एक उत्सुक शिक्षार्थी है और उसका एजेंडा व्यक्तिगत और पेशेवर विकास है स्व साधक प्रकार के प्रतिभागी होंगे यदि स्व साधक प्रकार के प्रतिभागी हैं तो उनका मजबूत व्यक्तिगत एजेंडा और मकसद होगा और इसलिए वे समूह के साथ नहीं जाएंगे वे अधिक सवाल पूछने वाले होंगे जिन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है इसलिए वे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान समाधान प्राप्त करने से संबंधित अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं मैं अपने कार्यस्थल पर किस समस्या का सामना कर रहा हूं ताकि वे स्वयं साधक हों तीसरे को अलग या निर्वस्त्र किया जाएगा इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वे जबरदस्ती भेजे जाते हैं और वे पाते हैं कि यह प्रासंगिक नहीं है और किसी भी तरह वे ब्याज को विकसित करने में सक्षम नहीं हैं इसलिए क्योंकि उनके अलग अलग एजेंडा या स्थिति हो सकती है इसलिए कोई दिलचस्पी नहीं है और अनिच्छा वहां होगी वे सोशलाइज़र होंगे इसलिए जब वे प्रशिक्षण कार्यक्रम में आएंगे तो वे क्या करेंगे और वे पाते हैं कि विभिन्न प्रशिक्षु आ रहे हैं वे उनके साथ दोस्ती का विकास करेंगे और वे नई दोस्ती की खेती करेंगे बातचीत करेंगे उनसे बात करेंगे कार्ड बढ़ाएंगे एक दूसरे के संपर्क में रहते हुए इसलिए वहाँ के सामाजिक लोग भाग लेंगे कुछ प्रतिभागी ऐसे होंगे जो पर्यटक होंगे जो पर्यटक स्थलों का दौरा कर रहे हैं इसलिए वे पूछेंगे कि हमें 2 3 घंटे का समय है कार्यक्रम को जल्दी बंद कर दें ताकि हम पर्यटक स्थल पर जा सकें और हम उस शहर को देख सकें हम इस विशेष शहर में पहली बार आए हैं और इसलिए वे पर्यटन स्थलों की यात्रा करना चाहते हैं आलोचक या गलती खोजने वाले इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वे आलोचना या गलती खोजक शुरू करेंगे और कार्यक्रम की आलोचना करेंगे इसलिए इस प्रकार के प्रतिभागी भी होंगे प्रतिभागियों के कुछ प्रकार हैं सभी जानते हैं कि वे अपनी स्थिति को भड़काना चाहते हैं इसलिए वे कहेंगे हाँ मैं इस बात को जानता हूँ मुझे यह बात पता है हाँ यह पुराना है यह नया नहीं है मुझे कुछ नया बताएं ओह यह नहीं नया नहीं है मुझे यह पता है "इसलिए वे सभी जानते हैं हेसिटेंट और शर्मीले भी इसलिए इस प्रकार के प्रतिभागी अनिच्छुक होंगे क्योंकि वे हिचकिचाहट और शर्मीले दिखाई दे रहे हैं एकाधिकार या प्रभुत्व हो सकता है तब आपको उन्हें नियंत्रित करना होगा और उन्हें प्रभावित करना होगा यदि वे हावी हैं और समूह पर हावी हैं तो जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आपकी रणनीति है आपको उनकी प्राथमिकता को समझना होगा और प्राथमिकता के अनुसार आपको करना होगा रणनीति को अपनाना और रणनीति उन्हें नियंत्रित करना होगा उनसे पूछें नहीं ऐसा मत करो बाद में या ब्रेक के दौरान बात करो और फिर अपने ज्ञान से आप उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और उन्हें यह एहसास दिला सकते हैं कि हाँ आप इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सही संसाधन व्यक्ति हैं अब हम एक एक करके लेंगे ये होम ट्रेनर के प्रतिभागी समर्थन और मदद के लिए भरोसा कर सकते हैं यदि सीखने वाला वह है और तब हम उन्हें ले जा सकते हैं और समर्थन और मदद के लिए भरोसा कर सकते हैं वे सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक बन सकते हैं जो भी सीखने की प्रक्रिया है वे उत्प्रेरक हो सकते हैं और वे हमें उन मुख्यधारा में लाने में मदद करते हैं जो या तो शर्मीली हैं या गतिविधियों में उदासीन हैं इसलिए समूह में यदि अधिक शिक्षार्थी हैं तो वे क्या करेंगे वे असंतुष्ट लोगों को अलग कर देंगे और जो इस तरह से शर्मीले हैं तो उस मामले में विशेष रूप से उदासीन हैं और शर्मीली नहीं हैं शर्मीले लोगों के लिए और हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है उन्हें इन शिक्षार्थियों के साथ शामिल करना है और फिर उन्हें और अधिक भाग लेने के लिए कहना है लेकिन जो लोग निराश हैं यदि रुचि रखने वाले लोग हैं तो अधिक शिक्षार्थी अधिक हैं इसलिए तब निराश लोगों पर नजर रखी जाएगी और इसलिए उस मामले में हम प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं वे अन्य प्रतिभागियों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं क्योंकि वे सीख रहे हैं वे समझ रहे हैं वे सवालों के जवाब दे रहे हैं वे सवाल उठा रहे हैं इसलिए इस मामले में वे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रोल मॉडल होंगे ट्रेनर उन्हें सहयोगी सहयोगियों के रूप में बना सकते हैं इसलिए इस मामले में प्रशिक्षक को प्रशिक्षुओं से कुछ समर्थन की आवश्यकता होती है प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी का अधिकार समर्थन का मतलब है उनकी भागीदारी और उनकी बातें और प्रतिक्रिया ताकि उस मामले में ट्रेनर उन्हें विश्वसनीय सहयोगी बना सके ट्रेनर उन्हें विशेष ध्यान देते हुए या उनका पक्ष लेते हुए नहीं दिख सकते यह बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उसे यह नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ उसने कुछ शिक्षार्थियों की पहचान की है और वे उपयोगी प्रतिभागी हैं बाकी प्रतिभागी बेकार हैं और इसलिए उन्हें अनदेखा कर रहे हैं और केवल शिक्षार्थियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह अधिक दे रहे हैं शिक्षार्थियों का ध्यान या पक्ष दूसरा स्व साधक है स्व साधक प्रतिभागी एक मजबूत व्यक्तिगत एजेंडे के साथ आते हैं और कार्यक्रम के लिए प्रेरित करते हैं इसलिए इस मामले में प्रशिक्षक को इन तत्वों से निपटने के लिए बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है उनकी आम तौर पर उच्च आत्म छवि होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे पता है मैं मैदान से आ रहा हूं इसलिए यह सैद्धांतिक रूप से उपयोगी नहीं है इसलिए व्यावहारिक नहीं है इसलिए उनकी आत्म छवि बहुत अधिक है और आक्रामक हो सकती है और यदि आप कहते हैं कि कोई अवधारणा केवल इस तरह नहीं है तो वे कहेंगे नहीं नहीं नहीं और वे चर्चा शुरू नहीं करेंगे इसलिए वे आक्रामक होंगे और स्कीमिंग जब उजागर होने की संभावना का एहसास होता है और जब वे पाएंगे कि जब आप सिद्धांत पर बात करना शुरू करेंगे तो आप उससे मॉडल पूछेंगे आप मॉडल की परिभाषा बता रहे हैं और फिर आप कहेंगे नहीं लंबे समय में यह करता है काम नहीं कर रहे हैं आप जो कह रहे हैं वह अल्पकालिक है तो वे क्या करेंगे जैसे ही उन्हें लगेगा कि वे उजागर हो रहे हैं वे आक्रामक होंगे और वे स्किमिंग शुरू करेंगे तो आप ऐसे मामलों में क्या करेंगे ऐसे मामलों में वे प्रतिभागियों से समर्थन की पैरवी करने की कोशिश करेंगे इसलिए वे दूसरों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं हम सही हैं आप मेरे हिस्से हैं और हम सही हैं और फिर अधिक समस्याएं पैदा कर रहे हैं प्रशिक्षक को समूह का उपयोग करते हुए सूक्ष्म और असतत तरीके से उन्हें संभालना चाहिए इसलिए प्रशिक्षक को एक मॉनिटर की तरह नहीं आना चाहिए बजाय इसके कि उसे इस विशेष समस्या को हल करने में समूह को शामिल करना है इसलिए जो सीखने वाले हैं और जो समझते हैं वे हैं यह विशेष व्यक्ति समस्या पैदा कर रहा है उन्हें अधिक सक्रिय होने में सक्षम होना चाहिए और यह व्यक्ति कम भाग लेगा जिसके परिणामस्वरूप वह हावी हो जाएगा यदि ट्रेनर को पता चलता है कि वे अपने व्यवहार और रवैये के साथ कायम हैं लेकिन इन सभी तरकीबों और तकनीकों के बावजूद यदि आप पाते हैं कि नहीं तो वे कायम हैं ट्रेनर के पास उनके साथ एक के बाद एक बातचीत करने का विकल्प है और फिर ट्रेनर के पास है उनसे बात करो "तुम्हें क्या दिक्कत है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं " लेकिन उस स्थिति में आप बहुत तार्किक कारण से आ सकते हैं और एक प्रशिक्षक के रूप में तब आप उस विशेष प्रशिक्षु की उस विशेष समस्या को हल करने वाले हैं लेकिन अगर आप पाते हैं कि यह कोई व्यक्तित्व नहीं है तो यह समस्या पैदा करने के लिए व्यक्तित्व का प्रकार है और अपने आप को ओह मैं महान हूं ठीक है तो उस स्थिति में आपको उनसे बात करनी होगी और फिर उन्हें हल करना होगा इसलिए पहले आप उनसे बच सकते हैं और उन्हें सही तरीके से समायोजित कर सकते हैं आप शुरुआत में सहयोग के लिए प्रयास कर सकते हैं लेकिन अगर यह काम नहीं कर रहा है तो आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी और प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि नियम और शर्तें रखना उनसे बात करना कि समस्या सही क्या है और फिर आपको सीधे 1 से 1 बात करके हल करना होगा इसलिए यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में अलग थलग या निर्जन प्रतिभागी हैं तो प्रशिक्षक इन तत्वों को अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि वे कक्षा में हैं इसलिए आप उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते इसलिए क्या करना है ट्रेनर को उनके साथ संचार स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए उन्हें धीरे धीरे शामिल करना चाहिए उन पर ध्यान देना उनसे पूछना और फिर उन्हें प्राप्त करना है कि वे शामिल हो रहे हैं उनकी उदासीनता के कारणों का पता लगाएं वे क्यों चिंतित नहीं हैं और उन्हें कार्यक्रम में लाने का प्रयास करें और फिर उस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हों उनसे सवाल पूछें उन्हें सवाल पूछने का अवसर दें प्रस्तुति का अवसर दें यदि कोई विशेष असाइनमेंट या प्रोजेक्ट दिया गया है और फिर उन्हें आगे आने के लिए कहें और फिर वे इस विशेष प्रशिक्षण प्रक्रिया में शामिल हों सहानुभूतिपूर्ण रवैया उन्हें समझना और फिर सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखने से उन्हें अपनी गलतफहमी से बाहर आने में मदद मिल सकती है और उनकी गलत धारणा यह थी कि यह व्यक्ति या यह विशेष प्रशिक्षण मुझे लिखने में मदद नहीं करेगा ताकि आप उस गलत धारणा को दूर कर सकें क्योंकि जब वह यहां संगठन द्वारा भेजा जाता है तो संगठन को निश्चित उद्देश्य होना चाहिए ताकि उसे सीखना पड़े इसलिए इस मामले में हमें उसकी गलतफहमी या सामाजिक अलगाव को दूर करना होगा क्योंकि वह उदासीन है वह आ रहा है बैठ रहा है और इसलिए वह उदासीन है बाकी प्रशिक्षुओं के साथ शामिल हो रहा है और वह सामाजिक अलगाव से बच जाएगा और उन्हें समूह का सक्रिय हिस्सा बनने में मदद करें और इसलिए उन्हें मुख्यधारा के समूह में चर्चा में लाया जाना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है उन्हें इसके बारे में बात करने में सक्षम होना चाहिए फिर सोशलिज़र होगा ये प्रतिभागी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी को नए रिश्तों को निभाने और नए दोस्त बनाने के अवसर के रूप में मानते हैं एक प्रशिक्षक की भूमिका है प्रशिक्षक को अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए और प्रतिभागियों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने के उनके प्रयासों की भी सराहना करनी चाहिए क्योंकि प्रशिक्षण एक ऐसा स्थान है जहां लोग एक दूसरे को एक ही विशेषज्ञता क्षेत्र के कारण जानते हैं और फिर वे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद एक दूसरे की मदद कर सकते हैं भी तो उस मामले में ट्रेनर को उसको पहचानना होगा और सामाजिक होने के उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए हालाँकि एक प्रशिक्षक को उन्हें अपने संगठन के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाना चाहिए और उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि समाजीकरण का अर्थ यह है कि कक्षा को छोड़कर कक्षा के बाहर गप्पे करो न कि आप क्या करने वाले हैं आपको इन विशेष प्रतिभागियों के साथ जारी रखना होगा और उन्हें यह समझना होगा कि यह वही स्थान है समाजीकरण अच्छा है लेकिन उन्हें प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में भी भाग लेना होगा और प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रुचि लेने के साथ साथ उन्हें शिक्षा को बढ़ाने की आवश्यकता है इसलिए जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि वे कक्षा में शामिल होने चाहिए न कि कक्षा के बाहर उनकी समाजीकरण प्रक्रिया सक्रिय होनी चाहिए अब इन प्रतिभागियों के लिए पर्यटक का मतलब कार्यक्रम में आना नहीं बल्कि टूरिस्ट जगह पे जमे की संभावना है ठीक है अगर यह मसूरी में है तो हमें मसूरी जाने दो अगर यह शिमला में है तो चलिए हम शिमला में प्रशिक्षण कार्यक्रम में जाते हैं तो ठीक है कि हम शिमला का आनंद लेंगे इसलिए वे इन स्थानों पर जाएंगे तो फिर भूमिका क्या होगी ट्रेनर कि प्रशिक्षक को प्रतिभागियों को कुछ खाली समय प्रदान करना चाहिए उनका शेड्यूल बनाते समय उनकी व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए या उनकी सामाजिक व्यस्तताओं में शामिल होने के लिए कुछ खाली समय होना चाहिए इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष शहर में आया है तो उसके कुछ रिश्तेदार वहां हो सकते हैं उसके कुछ दोस्त हो सकते हैं वह कुछ निश्चित स्थानों पर घूमने की योजना बना सकता है इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को निर्धारित करने में यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वे सामाजिक व्यस्तताओं में भाग ले रहे हैं हालांकि एक प्रशिक्षक को प्रतिभागियों के समूह को उनके संगठन और कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में उन्हें याद दिलाना चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें से ज्यादातर जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर नहीं आ रहे हैं इसलिए जो आवश्यक है वो यह है कि उन्हें इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के महत्व को समझने दें और यह समझाए की हाँ यह इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपकी ज़िम्मेदारी है क्योंकि आपको अपने संगठन द्वारा भेजा गया है और आपको कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्धता रखनी चाहिए बैकसीट पर नहीं रहना चाहिए आपकी प्राथमिकता प्रशिक्षण कार्यक्रम होनी चाहिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ आपको पर्यटन भी मिल सकता है आलोचक या गलती खोजने वाले यह प्रतिभागी जिनकी यह तीव्र इच्छा है कि वह लगभग सभी चीजों की आलोचना करने के लिए आएंगे जो कार्यक्रम से जुड़ी है जैसे कि पाठ्यक्रम नहीं यह पाठ्यक्रम अच्छा नहीं है कार्यप्रणाली उचित नहीं है फिजिकल व्यवस्था कमरा उचित नहीं है ट्रेनर सक्षम नहीं है इसलिए कुछ प्रकार के ट्रेनी स ऐसे होंगे जो आलोचक या गलती खोजने वाले होंगे ट्रेनर की भूमिका क्या होगी प्रशिक्षक को समूह के माध्यम से ऐसे तत्वों को संभालने का प्रयास करना चाहिए प्रशिक्षक प्रतिभागियों को अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण होने का सुझाव दे सकता है और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार के लिए उनके प्रस्तावों के बारे में पूछना चाहिए इसलिए मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि वे दृष्टिकोण में अधिक सकारात्मक कैसे हो सकते हैं और उन्हें प्रस्ताव सही तरीके से कैसे पूछे जाने चाहिए इसलिए जब मैं उनकी प्रतिक्रिया के बारे में बात करता हूं जब हम ट्रेनी की बात करते है कि उन्हें अपनी समस्याओं का पता लगाना और साझा करना है उस स्थिति में हम उनकी मदद कर सकते हैं और एक ट्रेनर की भूमिका यह होगी कि यह समझें की आलोचकों कि कुछ समस्याएँ हैं इसलिए वह आलोचना कर रहा है इसलिए हमें उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करना है और फिर भी यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उस स्थिति में हमें यह समझना होगा कि यह है वह व्यक्ति जो थोड़ा चिंतित है इसलिए इस मामले में हमें प्रतिभागियों को शामिल करना होगा हमें ट्रेनीस को शामिल करना होगा और हमें यह समझना होगा कि ट्रेनी को किस प्रकार का ज्ञान है सभी जानते हैं ये ऐसे प्रतिभागी हैं जो प्रशिक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और उन्हें लगता है कि वे लगभग सब कुछ जानते हैं जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाला है जिसकी और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रेरित किया गया है तो वे कहते हैं ओह मैं अनुभवी हूं मैं इन सभी चीजों को जानता हूं इस में नया क्या है कुछ भी तो नया नहीं है इसलिए एक प्रशिक्षक की भूमिका क्या होगी प्रशिक्षक को समूह में ऐसे खेल लाना चाहिए ताकि प्रतिभागी को उसके तर्कहीन व्यवहार का एहसास हो और आप समूह को फिर से अपनी पूर्व टिप्पणियों के आधार पर यह पता चले की हाँ जो कि यह व्यक्ति है तर्कहीन व्यवहार कर रहा है तो इसके बावजूद ट्रेनर कहता है समूह को यह महसूस करना चाहिए कि यह सवाल यहां बेतुका नहीं है अन्य प्रतिभागी स्वयं कहेंगे कि नहीं नहीं यह प्रश्न यहां बेतुका नहीं है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिभागी यह समझेगा कि मुझे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए तो आप फिर से समूह को पहले की टिप्पणियों को याद दिलाते हैं कि किसी की स्थिति और अनुभव की परवाह किए हर किसी के पास हमेशा कुछ न कुछ होता है वह अपने साथ कुछ केस्टनिंग या अनुभव लेके ही जाते हैं प्रतिभागी ऐसा करने के लिए तैयार हैं एक प्रशिक्षक को अपने व्यवहार की मांग में कोई सुधार नहीं मिलेगा और प्रतिभागियों के साथ बातचीत अनिवार्य है और फिर जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि हमें समूह बनाना है समूह उस व्यक्ति को अलग कर सकता है और उसे यह एहसास दिला सकता है कि यह पारस्परिक व्यवहार नहीं है या उस मामले में भले ही प्रशिक्षक की तुलना में व्यवहार में कोई बदलाव न होफिर भी संबंधित प्रतिभागियों से ट्रेनर को पूछना पड़ता है कुछ प्रतिभागी ऐसे भी हो सकते हैं जो हिचकिचाते या शर्माते हैं तो एक ट्रेनर की भूमिका होगी ट्रेनर को उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए उन्हें इसमें शामिल होना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर कोई भाग नहीं ले रहा है तो आप उस व्यक्ति की अनदेखी कर रहे हैं इसके अलावा प्रतिभागियों को सभी प्रशिक्षण गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए राजी कर रहे हैं इसलिए जहां आवश्यकता हो वहां आप उन्हें सक्रिय भागीदारी में शामिल कर सकते हैं प्रशिक्षक को इन प्रतिभागियों को व्यक्तिगत या उपसमूह में मिलने पर विचार करना चाहिए इसलिए यदि व्यक्ति इन प्रतिभागियों या व्यक्तियों से मिलने में शामिल होना चाहता है तो निश्चित रूप से उस स्थिति में आपको उन्हें समूह में शामिल करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए उनसे बात करनी चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए वह क्या कर रहे हैंवह भाग ले रहे है या नहीं वह धरम तो महसूस नहीं कर रहेउन्हें कोई संकोच महसूस तो नहीं हो रहा हैउनकी हिचकिचाहट दूर करेंउन्हें दूसरे समूह के सदस्यों से बात करने के लिए प्रोत्साहित करें और धीरे धीरे वे अधिक इंटरैक्टिव होंगे उन्हें अपने समर्थन का आश्वासन देंभागीदारी रखें और उनकी हिचकिचाहट और उनकी शर्म को कम करें इसलिए इस प्रक्रिया के दौरान ट्रेनर को उन्हें पूरा समर्थन प्रदान करना चाहिए यदि आप उनको पूर्ण सहायता प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से वे सभी प्रकार की भागीदारी करेंगे और धीरे धीरे वे काम करने में सक्रिय होंगे अगला एकाधिकार या प्रभुत्व है ये ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास समूह को डोमिनेट या मोनोपोलीज करने के लिए एक तीव्र इच्छा है इसलिए जब भी कोई चर्चा शुरू होगी कोई भी गतिविधि शुरू होगी वे क्या करेंगे वे कहेंगे मैं नेता बनूंगा मैं सभी पर हावी हो जाऊंगा मैं हर किसी से यह ना करने की सलाह दूंगा मैं हर किसी को ऐसा करने के लिए कहूंगा ठीक है इसलिए वे प्रभुत्व व्यवहार दिखा रहे हैं और वे कहेंगे मैं सबसे अच्छा हूं कोई अन्य नहीं इस वर्चस्व का मकसद उनके ज्ञान को दर्शाना हो सकता है कि मैं बहुत अधिक ज्ञानपूर्ण हूं और इसलिए यह एक अवसर है कि मुझे अपने ज्ञान को साझा करना चाहिए या ट्रेनर या अन्य प्रतिभागियों की और से ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहिए वे चाहते हैं कि प्रशिक्षक और अन्य प्रतिभागी उसे पहचानें और उनकी सराहना करें और कहें कि वह एक अद्भुत व्यक्तित्व है इसलिए इस केस में इस तरह का व्यवहार कुछ ट्रेनी का हो सकता है ट्रेनर की भूमिका क्या होगी पहले कुछ सत्रों के दौरान जब ट्रेनर भागीदारी समूह संबंध और प्रतिभागियों की लगन के मुद्दे को उठाता है जो कुछ भी समूह संबंध होता है जो देखकर पता लगता है कि वे उचित नहीं हैं इसलिए धीरे धीरे प्रशिक्षक की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें यह समझें कि वे समूह का हिस्सा हैं अन्यथा आजकल भी हम नेतृत्वविहीन समूह विकसित कर ही रहे हैं लीडरलेस ग्रुप का मतलब उन समूहों से है जहां हर कोई सामान्य भागीदार है और कोई व्यक्ति विशेष नेता नहीं है और प्रतिभागियों की लगन को हमें देखना होगा कि वे अत्यधिक प्रतिबद्ध हैं हम समूह में इन तत्वों की उपस्थिति के बारे में सावधान कर सकते हैं और इसलिए हमें बस थोड़ी सी टिप्पणी से कहना होगा कि ओह वह व्यक्ति है इसलिए अब आपको स्वयं को साबित करना चाहते हैं अन्यथा वह व्यक्ति होगा आपको अनुमति नहीं देगा ठीक है "और इसलिए उस स्थिति में आपको पता लगेगा कि यह सब तत्व समूह में होंगे इस तरह एक प्रशिक्षक प्रतिभागियों को सचेत करता है कि और संदेश देता है कि उन्हें उस व्यवहार से बचना चाहिए जिसे कार्यक्रम के हित के अनुरूप माना जा सकता है इसलिए उस स्थिति में ट्रेनर की भूमिका यह होगी कि एक ट्रेनर प्रतिभागियों को सचेत रखे और यह भी संदेश भेजे कि क्या इन तत्वों को उचित से अधिक लाभ उचित से अधिक प्रतिक्रिया नहीं दी जानी चाहिए उनके व्यवहार पर भी विचार किया जाना चाहिए और अन्य प्रतिभागियों को भी विशेष कार्यक्रम के साथ एक निरंतर रुचि होनी चाहिए और इसलिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण भाग उन्हें यह संदेश देते हैं कि समूह के अन्य सदस्य भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और फिर वे भी इस विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं

समूह के प्रोसेस की सबसे प्रमुख भाग है उसके प्रतिभागी यह जानना ज़रूरी है कि प्रतिभागी कौन है अगर प्रशिक्षण के समय ट्रेनी सतर्क है तो ज़रूर प्रशिक्षण का कार्यक्रम ज़्यादा प्रभावी होगा दूसरा यह भी महत्वपूर्ण है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन कैसे किया गया है और अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ठीक से राइन किया गया है तो निश्चित रूप से हमें उसका अनुक्रम पाठ्यक्रम पढ़ने का मटेरियल और उसको डिलीवर कैसे किया जाएगा यह भी एक प्रभावशाली प्रशिक्षण कार्यक्रम में किया जाता है आपको यह भी पता चलेगा कि इस विषय में प्रशिक्षण टीम कौन है आपके साथ कौन सदस्य हैं और इस का आयोजन कैसे हुआ है इसको जानकर भी बहुत फर्क पड़ेगा एक अन्य महत्पूर्ण बात समूह कि गतिशीलता में यह है कि एजेंसी कौन है यह प्रशिक्षण एजेंसी पर निर्भर करता है या उनको हम आयोजक भी के सकते हैं अंतिम बात है कि प्रशिक्षण का वेन्यू क्या है अनायथा कहां करवाया जाएगाहमें यह देखना होगा कि उसको करवाने का कोई उचित स्थान है या नहीं जैसा भी स्थान उपलब्ध है और फिर इस मुद्दे पर या स्थिति पर अगर प्रक्रिया मिले कि कौन प्रतिभागी हैंप्रशिक्षण कार्यक्रम कैसा है प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाठ्यक्रम क्या है प्रशिक्षण कार्यक्रम की डिलीवरी कैसे होगी प्रशिक्षण टीम कैसीटीम में कौन हैंक्योंकि ट्रेनर अकेला नहीं होगा ट्रेनर के पास कुछ सहायता होगीउसके टीम मेंबर्स होंगे जो उसकी मदद करेंगे और जिनका उनसे बातचीत रहेगी और अगर प्रशिक्षण टीम अधिक प्रभावशाली है तो ट्रेनी बहुत संतुष्ट होंगे क्योंकि कार्यक्रम में आने से पहले ट्रेनी का बहुत ही सकारात्मक रवैया होता है प्रशिक्षण के आयोजकों को लेकर या फिर एजेंसी के बारे में या उस ट्रेनर के बारे में जो इसको व्यक्तिगत नहीं लेता कभी कभी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम करते हैं और इसके लिए हम उनकी वीजा प्राप्त करने में मदद करते हैं और यदि उनको वीजा मिलने में कोई दिक्कत आए तो वह आपसे पत्र मांगते हैं आप समय रहते वो पत्र देते है तब उनका वीजा लगने का काम आरंभ होता है इससे वीज़ा का काम आसान हो जाता है और वह ट्रेनर का बहुत शुक्र करते हैं धन्यवाद करते हैं उनके लिए ट्रेनर बहुत उपयोगी है और शीघ्र काम करने वाले हैंइसलिए इस मामले में इस प्रकार की प्रशिक्षण टीम और प्रशिक्षण एजेंसी जो इन सभी तत्वों की मदद करेगी वह एक समूह को गतिशील बनाती है और जिससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी बनता है अब आखरी स्लाइड में मै प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास के अलग अलग स्तर के बारे में बात करूंगा इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम पहले प्रारंभिक परिच्य और बार्टरिंग कि बात करेंगे क्या उनको एक दूसरे के साथ लगाव है या नहीं क्या गतिशीलता से वह चल रहे हैं प्रशिक्षण के दौरान और पूर्व रूप में क्या चल रहा है इसलिए जैसा की मैंने उल्लेख किया की पूर्व प्रशिक्षण के समय उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है इसलिए अगर उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए तो वह बहुत खुश होंगे क्योंकि सबसे प्रमुख बात ध्यान रखने की है कि वह सही तरीके से कैसे पहुंचे क्या औपचारिकताएं आवश्यक हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कौन से दस्तावेज की अवायशक्ता हैं किन प्रकार की अन्य चीजों की आवश्यकता है जो उन्हें बताई गई है फिर निश्चित रूप से वह प्रारंभिक सुचारू रूप से प्रक्रिया होगी आपसी सामंजस्य और समावेश होगा और समूह कि गतिशीलता होगी जब प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाया जाएगा अंत में आप यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि समापन और कार्यक्रम के अंत में जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत प्रभावशाली होता है हालांकि हम एक और चरण भी लेे सकते हैं जिसे कहेंगे पोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम वन टाइम शो नहीं होताट्रेनर और ट्रेनी के बीच एक रिश्ता होना आवश्यक है यह ज़रूरी नहीं कि केवल उन्हें हैं का आदान प्रदान ही करना हो या फिर कोई जानकारी सांझा करनी हो वह एक दूसरे से शुभकामनाएं भी बांट सकते हैं ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में समूह की गतिशीलता केवल विकास के पूर्व उसके दौरान और समापन के दौरान नहीं रहनी चाहिए लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद भी प्रशिक्षकों और ट्रेनी के बीच सामंजस्य और शुभकामनाएं बनी होनी चाहिए धन्यवाद